पिछले व्याख्यान में हमने सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र के बारे में चर्चा की सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र में अवधारणा से शुरू होने वाली परियोजना विभिन्न गतिविधियों द्वारा विकसित की जाती है सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र अनिवार्य रूप से उन सभी गतिविधियों को परिभाषित करता है जो उन गतिविधियों के बीच क्रमबद्ध होती है सॉफ्टवेयर विकास के दौरान की जाने वाली गतिविधियों की एक सहज अवधारणा हैलेकिन हम विभिन्न परियोजना प्रबंधन जीवन चक्र की इन गतिविधियों को अलग अलग तरीकों से देखेंगे आइए हम कुछ लोकप्रिय जीवन चक्र मॉडल को देखें इस व्याख्यान में हम वॉटरफॉल मॉडल V मॉडल विकासवादी मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे जीवन चक्र जीवन चक्र परियोजना परियोजना प्रबंधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवन चक्र के आधार पर परियोजना प्रबंधक परियोजना की प्रगति को ट्रैक कर सकता है क्योंकि जीवन चक्र में विभिन्न मील के पत्थर होते हैं और जैसे मील के पत्थर मिलते हैं परियोजना प्रबंधक बता सकते हैं कि परियोजना कितनी प्रगति हासिल कर चुकी है या किस स्तर पर है जीवन चक्र मॉडल के बिना परियोजना प्रबंधक विकलांग है अगर परियोजना प्रबंधक को यह मालूम नहीं हो कि कितना काम बाकी है तोउसके लिए परियोजना का नियंत्रण और मॉनिटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसी कारण से यह परियोजना विलंब हो जाती है और लागत बढ़ती है अतः हर छोटी परियोजना के लिए भी परियोजना प्रबंधक एक उचित जीवन चक्र मॉडल काम में लेता है और उसकी विकास टीम भी उसी का अनुसरण करती है जीवन चक्र मॉडल के बिना आमतौर पर एक समस्या को अक्सर 99 पूर्ण सिंड्रोम के तरह जाना जाता है यहां पर परियोजना प्रबंधक के पास अपनी परियोजना की प्रगति के बारे में जानकारी लेने के लिए अपनी टीम के सदस्यों से बार बार पूछने के अलावा कोई तरीका नहीं है कि आप क्या कर रहे हैआपने कितना कार्य संपन्न कर लिया है आम तौर पर विकास टीम बहुत उत्साहित होती है और आशावादी जवाब देती है कि हम लगभग परियोजना को संपन्न करने के निकट है और थोड़ा सा काम बाकी है आप जब भी उनसे पूछेंगे तो उनका यही जवाब होता है अतः परियोजना प्रबंधक यही सोचता है कि परियोजना का कार्य संपन्न होने के निकट है पर यह हकीकत से बहुत दूर होता है परियोजना प्रबंधक यह सुनने में की कार्य करीब करीब संपन्न होने के निकट है कई महीने या वर्ष भी लग जाते हैं और इसे ही 99 पूर्ण सिंड्रोम भी कहा जाता है यह तब होता है जब परियोजना प्रबंधक के पास अपने टीम सदस्यों की राय पूछने के अलावा परियोजना की प्रगति की जानकारी लेने का और कोई अन्य विकल्प नहीं होता है और वो उनसे यही पूछता है कि उनका कार्य संपन्न होने से कितनी दूर है जैसे की हम परियोजना प्रबंधन जीवन चक्र पर चर्चा कर रहे हैं परियोजना प्रबंधक को विभिन्न मील का पत्थर रखने की और चरण पूरा करने अनुमति देते हैं जिसके द्वारा परियोजना प्रबंधक परियोजना की प्रगति को अधिक सार्थक रूप से ट्रैक कर सकता है एक और बहुत ही मूल अवधारणा है जो हम जीवन चक्र मॉडल को देखने से पहले चर्चा करेंगे क्योंकि परियोजना की प्रगति विभिन्न डिलिवरेबल्स का उत्पादन करती है यह एक मिथक है अगर हम कहते हैं कि काम कर रहे कार्यक्रम वास्तव में नहीं एक परियोजना के डिलीवरेबल है बड़ी संख्या में ऐसे डिलिवरेबल्स हैं जो परियोजना की प्रगति के रूप में उत्पन्न हुए हैं और ये सभी विकास के सभी पहलुओं का दस्तावेजीकरण हैं उदाहरण के लिए विनिर्देश डिजाइन आदि हम झरना V मॉडल विकासवादी प्रोटोटाइप सर्पिल मोड के बारे में चर्चा करेंगे यह पारंपरिक मॉडल के रूप में कहा जाएगा यह पारंपरिक परियोजनाओं के लिए उपयोग किया गया है जहां परियोजना एक उत्पाद विकास परियोजना है जो स्क्रैच से शुरू होती है लेकिन आमतौर पर शैवाल मॉडल का उपयोग सेवा प्रकार की परियोजनाओं के लिए किया जाता है हम पहले झरना के पारंपरिक मॉडल V मॉडलविकासवादी प्रोटोटाइप सर्पिल मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे हम यह पता लगाएंगे कि इन मॉडलों की क्या कमी है क्यों वे सेवा प्रकार की परियोजनाओं के लिए उपयुक्त नहीं हैं और हम शैवाल मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे हम देखेंगे कि वे इन समस्याओं को कैसे दूर करते हैं सॉफ्टवेयर जीवन चक्र जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि यह सॉफ्टवेयर के विकास के दौरान के चरणों की एक श्रृंखला है सहजता से प्रत्येक सॉफ़्टवेयर में व्यवहार्यता अध्ययन होता है जिसके दौरान यह तय किया जाता है कि क्या इस परियोजना पर कार्य करना है या नहीं आवश्यकता विश्लेषण और विनिर्देश डिजाइन कोडिंग परीक्षण और रखरखाव इसलिए ये ऐसे चरण हैं जिनसे वस्तुतः प्रत्येक सॉफ्टवेयर व्यवहार्यता अध्ययन की आवश्यकता विश्लेषण और विनिर्देशन डिजाइन कोडिंग परीक्षण और रखरखाव से गुजरते हैं सॉफ्टवेयर विकास के लिए पारंपरिक झरना मॉडल बहुत सटीक और सहज मॉडल है यहां गतिविधियां एक के बाद एक की जाती हैं पहले व्यवहार्यता अध्ययन किया जाता है फिर आवश्यकता विश्लेषण और विनिर्देश कार्य किया जाता है और एक बार जब यह पूरा हो जाता है तो डिजाइनकोडिंग और यूनिट परीक्षण किया जाता है फिर एकीकरण और सिस्टम परीक्षण किया जाता है और अंत मेंरखरखाव चरण लिया जाता है यह सॉफ्टवेयर विकास के सहज ज्ञान युक्त मॉडल के उपयुक्त है और इसे परंपरागत झरना मॉडल कहा जाता है क्योंकि इस मॉडल के आधार पर अन्य सभी जीवन चक्र मॉडल विकसित किए गए हैं यह परंपरागत मॉडल है और अन्य सभी मॉडल इस मॉडल के योगिक हैं इसलिए यह सॉफ्टवेयर विकास के वैचारिक मॉडल के अनुसार है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं यदि आप आरेखीय रूप में परंपरागत झरना मॉडल का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हम यहां विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व देख सकते हैं व्यवहार्यता अध्ययन आवश्यकता विश्लेषण विनिर्देश विनिर्देशन कोडिंग परीक्षण और रखरखाव और एक चरण से दूसरे चरण में संक्रमण होता है यदि आप इसे देखते हैं तो यह झरना झरने की एक श्रृंखला की तरह दिखता है और इसी लिए झरना मॉडल का नाम आता है यह सबसे सरल और सबसे सहज मॉडल है परंपरागत झरना मॉडल के सभी चरणों में से कौन से चरण में सबसे अधिक प्रयत्न लगते हैं अगर हम सभी चरणों को देखेंव्यवहार्यता अध्ययन और परीक्षण के बीच के चरण को विकास चरण कहा जाता है और फिर रखरखाव चरण है जिसे विकास चरण कहा जाता है क्योंकि यहाँ उत्पाद को विकसित कर ग्राहक को दिया जाता है और उसके बाद रखरखाव चरण शुरू होता है सभी चरणों के बीच अगर हम सभी चरणों को माने तो विकास चरण और रखरखाव चरण तो रखरखाव चरण अधिकतम प्रयास का उपभोग करता है लेकिन विकास के बीच परीक्षण के चरण में अधिकतम प्रयास होता है आप सोच सकते हैं कि क्या यह वास्तव में परीक्षण का चरण है जो अधिकतम प्रयास का उपभोग करता हैइसका उत्तर यह है कि देखें कि हम एक व्यावसायिक सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा कर रहे हैं यह एक छात्र परियोजना नहीं है एक छात्र परियोजना है या एक छात्र असाइनमेंट है छात्र सिर्फ यह जाँचता है कि यह कुछ इनपुट के लिए काम कर रहा है और फिर सबमिट किया गया है यहां हम एक वाणिज्यिक सॉफ़्टवेयर के बारे में चर्चा कर रहे हैं जहाँ इसकी गुणवत्ता का परीक्षण किया जाना है क्योंकि संगठनों का नाम दांव पर है आप ग्राहकों को बग देने के लिए एक सॉफ्टवेयर नहीं दे सकते हैं और इसलिएपरीक्षण चरण हर गैर तुच्छ सॉफ्टवेयर के लिए अधिकतम प्रयास का उपभोग करता है यदि हम प्रयास को एक आरेख के रूप में दर्शाते हैं तो रखरखाव चरण अधिकतम प्रयास लेता हैलेकिन फिर अन्य सभी चरणों के बीच विकास चरणों का परीक्षण होता है जो सबसे अधिक प्रयास करता है और फिर कोडिंग डिज़ाइन और आवश्यकता विनिर्देशन आता है अधिकांश संगठन जिस जीवन चक्र मॉडल का अनुसरण करते हैं उसका दस्तावेजीकरण भी करते हैं वे न केवल चरणों और सभी चरणों में होने वाली गतिविधियों की पहचान करते हैं वे यह भी पहचानते हैं कि किस चीज के लिए आउटपुट हैं वे यह भी पहचानते हैं कि चरण के अंत में आउटपुट या डिलिवरेबल्स क्या हैं चरण के लिए प्रवेश और निकास मानदंड क्या हैं और विभिन्न चरणों के लिए डेवलपर्स द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियां क्या हैं और यह मॉडल दस्तावेज़ को संसाधित करता है और टीम के सभी सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ पुस्तक है पारंपरिक झरना मॉडल हम कह रहे थे कि यह एक बहुत ही सहज मॉडल है और अन्य मॉडल इस मॉडल के योगिक हैं और विभिन्न चरणों के दौरान संगठन द्वारा उपयोग की जाने वाली विकास पद्धति है ये सभी विकासकर्ता को दी गई एक प्रक्रिया मॉडल पुस्तक के रूप में प्रलेखित हैं और विकास गतिविधियों को शुरू करने से पहले उन्हें यह अच्छी तरह से समझना चाहिए झरना मॉडल में पहली गतिविधि व्यवहार्यता अध्ययन है यहाँ परियोजना प्रबंधक व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए जिम्मेदार है परियोजना प्रबंधक को यह पहचानने की आवश्यकता है कि क्या परियोजना संभव है ताकि यह विकास टीम और 3 प्रकार की व्यवहार्यता के द्वारा किया जा सके जो कि परियोजना प्रबंधक का संबंध है 3 प्रकार की व्यवहार्यता के लिए व्यवहार्यता के 3 आयाम हैं जो परियोजना प्रबंधक से संबंधित है पहले एक तकनीकी व्यवहार्यता है कि क्या विकास टीम के पास प्रोजेक्ट करने की योग्यता और क्षमता है इसके लिए परियोजना प्रबंधक को विकास के विभिन्न पहलुओं को समझने की जरूरत है और फिर मूल्यांकन करता है कि क्या उसकी टीम तकनीकी रूप से इस परियोजना को पूरा कर सकती हैं या नहीं व्यवहार्यता का एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम आर्थिक व्यवहार्यता है क्या जो बजट उपलब्ध होगा वह परियोजना को पूरा करने के लिए लाभदायक होगा इसे लागत लाभ की व्यवहार्यता भी कहा जाता है तीसरा आयाम शेड्यूल की व्यवहार्यता जो परियोजना प्रबंधक परियोजना को पूरा करने के समय का अनुमान लगाता है क्या ग्राहक उस समय से सहमत हैं या ग्राहक चाहते हैं कि परियोजना दो सप्ताह में पूरी हो जाए और परियोजना प्रबंधक का अनुमान है कि उसे कम से कम तीन माह का समय चाहिए और फिर परियोजना प्रबंधक यह कहेगा कि यह व्यावहारिक अनुसूची नहीं है केवल जब सभी तीन व्यवहार्यताएं संतुष्ट होती हैं तो परियोजना प्रबंधक परियोजना शुरू करने के लिए सहमत हो जाता है आर्थिक व्यवहार्यता में वित्तीय निहितार्थ पर विचार किया जाता है कि क्या यह कार्य को अंजाम देने के लिए सापेक्ष है क्या यह तकनीकी रूप से संभव है अनुसूची वार से यह व्यवहारिक है और इसके लिए परियोजना प्रबंधक मोटे तौर पर समझता है कि ग्राहक क्या चाहता है ग्राहक सॉफ़्टवेयर से क्या चाहता है डेटा जो सिस्टम में इनपुट करेगाडेटा पर होने वाले प्रसंस्करण और उत्पन्न होने वाले आउटपुट और इसके आधार परियोजना प्रबंधक यह पहचानता है कि किस अवधि के लिए ठीक काम करने के लिए कितने विकासकर्ता की आवश्यकता है और उसके आधार पर परियोजना प्रबंधक परियोजना के विकास की लागत की पहचान करता है और जो बजट पर आधारित है जो परियोजना का प्रायोजक है या ग्राहक बजट प्रदान करता है इसके आधार पर परियोजना प्रबंधक यह पता करता है कि क्या यह वित्तीय रूप से सार्थक होगा और परियोजना के हिस्से के रूप में आवश्यक गतिविधियों के आधार पर परियोजना प्रबंधक पहचानता है कि क्या यह तकनीकी रूप से संभव है या नहीं और परियोजना प्रबंधक मोटे तौर पर लगने वाले समय की पहचान करता हैऔर क्या यह अनुसूची के अनुसार व्यावहारिक है या नहीं बस एक केस स्टडी सिर्फ उदाहरण के लिए पहचानने के लिए परियोजना प्रबंधक को व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए क्या करना होगा क्योंकि यह परियोजना प्रबंधक के लिए एक परियोजना की व्यवहार्यता अध्ययन करना एक महत्वपूर्ण गतिविधि है एक विशेष भविष्य निधि योजना की आवश्यकता है जहां निधि को तुरंत वितरित किया जा सकता है यह कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए एक विशेष भविष्य निधि योजना है कोलफील्ड्स लिमिटेड एक कोयला खनन करने वाली कंपनी और खनन एक जोखिम भरा पेशा है खनिकों को मिलने वाली साधारण भविष्य निधि के अतिरिक्त कंपनी के पास विशेष भविष्य निधि योजना का प्रस्ताव है और इसके लिए उसने बोलियां आमंत्रित की हैं और परियोजना प्रबंधक कंपनी का दौरा करते हैं और समझते हैं कि कंपनी को क्या चाहिए उन्हें पता लगता है कि कोलफील्ड्स लिमिटेड के पास 50000 से अधिक कर्मचारी हैंइन कर्मचारियों में से अधिकांश अनौपचारिक श्रमिक है और खनन एक जोखिम भरा व्यवसाय है हताहतों की संख्या बहुत अधिक है यहां प्रबंधक पहले कंपनी के मुख्य कार्यालय का दौरा करता है यह पता लगाने के लिए की इस सॉफ्टवेयर की किन क्रियात्मकता की आवश्यकता है वह पाता करता है कि कंपनी के विभिन्न खदान स्थल हैं जहां डेटा इनपुट होगा उस खनिको के बारे में जो विशिष्ट दिन के लिए काम कर रहे हैं और वे विशेष भविष्य निधि योजना के लिए दिन का योगदान करते हैं परियोजना प्रबंधक कुछ खदान स्थलों का दौरा करेंऔर पता करें कि किस डेटा को इनपुट करना है कितने डेटा किस फॉर्मेट और इतने पर और फिर वैकल्पिक समाधान सुझाएं उदाहरण के लिए मेरा साइट पर स्थानीय डेटाबेस हो सकता है और यह समय समय पर कंपनी के मुख्य कार्यालय में केंद्रीय डेटाबेस पर अपलोड किया जाएगा और स्पेशल प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंतर्गत जो भी दावे आएंगे उनका निरस्तीकरण इसी डेटाबेस के आधार पर किया जाएगा लेकिन फिर वह परियोजना प्रबंधक को पाता लगता है कि दावों को निपटाने में देरी होगी क्योंकि शुरू में दावों का निपटान नहीं किया जा सकता है लेकिन एक और उपाय यह हो सकता है कि स्थानीय खदान साइट केवल डेटा अपलोड करें और ये तुरंत मुख्य साइट पर अपडेट हो जाएं खानों में कोई स्थानीय डेटा बेस नहीं हैं लेकिन ये केवल डेटा एंट्री स्टेशन हैं जहां डेटा तुरंत कंपनी के प्रधान कार्यालय में सर्वर पर अपडेट किया जाता हैलेकिन फिर यहाँ समस्या यह है कि एक अत्यंत विश्वसनीय संचार लिंक की आवश्यकता है क्योंकि इसे तुरंत डेटा और मुख्य कंप्यूटर को अपडेट करने की आवश्यकता हैजबकि एक अन्य विकल्प जब एक स्थानीय डेटाबेस होता है तो संचार लिंक इसलिए विश्वसनीय नहीं हो सकता है क्योंकि एक समय में केवल एक बार मुख्य कार्यालय में डेटा अपडेट किया जाता है और इन विभिन्न समाधानों के लिए परियोजना प्रबंधक द्वारा काम किया जाता है और फिर कोलफील्ड के अधिकारियों से चर्चा करता है कि कौन सा विकल्प उनके लिए उपयुक्त होगा और बजट क्या है परियोजना प्रबंधक के आधार पर हर एक के लिए लागत और उपलब्ध बजट क्या है इसके आधार पर परियोजना प्रबंधक आगे बढ़ना है या नहीं का फैसला लेता है इसलिए यह उन गतिविधियों का एक विशिष्ट क्रम है जो तब होता है जब परियोजना प्रबंधक समझता है सॉफ़्टवेयर के लिए मुख्य आवश्यकताएं क्या हैं वैकल्पिक समाधान क्या हैं आवश्यक कार्यक्षमताओं को हल करने के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है और इन वैकल्पिक कार्यात्मकताओं में से प्रत्येक के लिए लागत क्या है इन वैकल्पिक समाधानों में सबसे अच्छा समाधान क्या है और इसके आधार पर कि क्या यह वित्तीय रूप से व्यवहार्य है तकनीकी रूप से व्यवहार्य है और शेड्यूल किया जा सकता है यही कारण है कि हमने अभी नीचे लिखा है कि परियोजना प्रबंधक पहले समस्या की समग्र समझ विकसित करता है अलग अलग समाधान को रणनीतिक बनाता है और आवश्यक संसाधन की अवधि में वैकल्पिक समाधान की जांच करेंविकास और विकास के समय की लागत और लागत लाभ विश्लेषण बनाता है और इसके आधार पर परियोजना प्रबंधक यह पाता है कि परियोजना को अंजाम देना संभव है या पाते हैं कि यह उच्च लागत संसाधन बाधाओं तकनीकी कारणों या अनुसूची कारण के कारण संभव है व्यवहार्यता अध्ययन के दौरान लागत लाभ विश्लेषण महत्वपूर्ण गतिविधि है यहां परियोजना प्रबंधक को सभी लागतों की पहचान करने की आवश्यकता है लागत विकास लागत सेटअप लागत वैकल्पिक लागत भी हो सकती है और होने वालेसभी लाभों की भी पहचान करेंगे उदाहरण के लिए लाभ केवल कंपनी के द्वारा प्रदान बजट ही नहीं होता है लेकिन वह अनुभव जोकि पुन प्रयोज्य सॉफ्टवेयर बनाता है लागत लाभ विश्लेषण के अंत में परियोजना प्रबंधक को यह जांचने की आवश्यकता है कि परियोजना को आगे बढ़ने पर लागत की तुलना में लाभ अधिक हैं या नहीं इसलिए यह वही है जो मैंने यहाँ चित्रों के माध्यम से लिखा है कि अगर परियोजना की लागत से अधिक लाभ हैं तभी परियोजना को लिया जाएगा लागत में विकास परिचालन सेटअप आदि शामिल हैं और लाभ कुछ मात्रात्मक लाभ हैं जैसे कि ग्राहक कितना भुगतान करने को तैयार हैलेकिन कुछ गैर मात्रात्मक लाभ हैं जैसे अनुभव पुन प्रयोज्य सॉफ्टवेयर और अधिकहै परियोजना प्रबंधक की महत्वपूर्ण गतिविधि में से एक व्यावसायिक मामला लिखना है हमने कहा था कि व्यावसायिक मामले को लिखने के लिए यह एक पहल है व्यवहार्यता अध्ययन किया गया था जो प्रबंधक को व्यावसायिक मामले को लिखने में मदद करता है यहां परियोजना प्रबंधक परियोजना शुरू करने का औचित्य प्रदान करता है और दिखाता है कि परियोजनाओं का लाभ लागत से अधिक है और व्यापारिक जोखिम की भी पहचान करता है व्यापार केस बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है और व्यवसाय का केस लिखना एक महत्वपूर्ण परियोजना प्रबंधन प्रक्रिया है परियोजना प्रबंधक बनने की आकांक्षा रखने वाली किसी भी प्रक्रिया को व्यवसाय के केसको कभी कभी लिखने की आवश्यकता होती है एक व्यवसाय के मामले को लिखने के लिए आपके पास जो आवश्यक है उसका कार्यकारी सारांश होना चाहिएपरियोजना की पृष्ठभूमि व्यवसाय के अवसर परियोजना क्या लाभ लाएगीयदि हम परियोजना नहीं करते हैं तो हम क्या खो देंगेपरियोजना की प्रगति के रूप में विभिन्न लागतें क्या होंगीलाभ और जोखिम क्या हैं और इन जोखिमों का प्रबंधन कैसे किया जाएगा व्यवसाय का मामला शीर्ष प्रबंधन को प्रस्तुत किया जाता है इससे उन्हें परियोजना में शामिल होने का अवलोकन मिलता है यह कंपनी की मदद कैसे करेगा और लागत क्या है और लाभ और यहां जोखिम क्या होगा और जोखिम प्रबंधन की योजनाएं क्या हैं यह प्रपत्र और महत्वपूर्ण परियोजना दीक्षा प्रक्रिया हैइस चर्चा के साथ हम सिर्फ यहाँ रुकेंगे और अगले व्याख्यान में जारी रहेंगे